सभी को नमस्कार पिछली कक्षाओं में हमने फ्लिप फ्लॉप की शुरुआत की थी तो हमने क्लॉकेड फ्लिप फ्लॉप और एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप देखा था और हमने फ्लिप फ्लॉप का रिप्रजेंटेशन ट्रुथ टेबल के रूप में देखा था हम इस कक्षा में फ्लिप फ्लॉप के कुछ अन्य रिप्रजेंटेशन को देखेंगे जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट Sequential Logic Circuit अनुक्रमिक तर्क सर्किट के एनालिसिस Analysis विश्लेषण और सिंथेसिस Synthesis संश्लेषण के लिए उपयोगी होगा जो भविष्य की कक्षाओं में आएगा तो हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के साथ शुरू करते हैं और अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन Characteristic Equation विशेषता समीकरण के माध्यम से रिप्रजेंटेशन पर चर्चा करते हैं तो हमने पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल Truth Table सत्य तालिका पहले संक्षेप में इस तरह से और अधिक विस्तृत रूप में इस तरह से देखा था जिसे यहां प्रस्तुत किया गया है तो इस ट्रुथ टेबल को साहित्य के कुछ हिस्सों में कैरेक्टरिस्टिक टेबल characteristic table विशेषता तालिका भी कहा जाता है इसलिए यदि आपको याद है कि एस और आर के लिए जब इनपुट 0 और 0 हैं तो यदि वर्तमान स्टेट 0 है तो अगला स्टेट भी 0 होगा वर्तमान स्टेट 1 है तो अगला स्टेट भी 1 होगा जो कि पिछली स्थिति को बरक़रार रखेगा यदि इनपुट 0 और 1 हैं तो फ्लिप फ्लॉप को रीसेट किया जाएगा भले ही पिछली स्थिति कुछ भी हो इसलिए चाहे वह 0 हो या 1 अगला स्टेट 0 है और 0 इसलिए यह मामला है जिसे हमने कॉम्पैक्ट रिप्रजेंटेशन में देखा है जब यह 1 0 होगा तो सेट कर दिया जाएगा भले ही पिछली स्थिति कुछ भी हो तो यह मामला है कॉम्पैक्ट रिप्रजेंटेशन में और जब यह 1 1 है तो इसकी अनुमति नहीं है 1 1 की अनुमति नहीं है इसलिए यदि आप एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त करना चाहते हैं जो इस फ्लिप फ्लॉप का रिप्रजेंटेशन करे तो हम क्या करेंगे तो यह वर्तमान वैल्यू है जिसके आधार पर अगली वैल्यू प्राप्त होती है तो हम करनौह मैप बनाते हैं या कोई भी अन्य मिनीमाईजेशन तकनीक जो उपयोगी है इसलिए यहाँ यह विचार है कि हम Qn प्लस 1 को SR और Qn के एक फ़ंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप मीनटर्म आधारित रिप्रजेंटेशन ले सकते हैं और फिर हम बूलियन अलजेब्रा या किसी अन्य तकनीक का उपयोग करके इसे मिनीमाइज कर सकते हैं करनौह मैप आसान है इसलिए हम इस लॉजिक इक्वेशन के लिए करनौह मैप आधारित रिप्रजेंटेशन को देखते हैं तो SR 0 0 यदि Qn 0 है तो Qn प्लस 1 Qn1 0 है 1 Qn प्लस 1 Qn1 1 है यदि SR 0 1 है तो यह रीसेट हो गया है यदि यह 1 0 है तो यह सेट है और 1 1 इसकी अनुमति नहीं है तो हम इसे डोंट केयर Don't Care डालते हैं इसका मतलब है कि चाहे हम इक्वेशन से 0 या 1 प्राप्त करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह वैल्यू दोनों 1 एसआर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर कभी नहीं आएगी इसलिए हम डोंट केयर Don't Care को या तो 0 या 1 के रूप में उपयोग कर सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रुप कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं और एक मिनीमाइजड रिप्रजेंटेशन उपलब्ध कराया जा सकता है इसलिए इस मामले के लिए हम इस 1s के सबसे बड़े ग्रुप को देखते हैं जिसे कवर किया जा सकता है जहां यह डोंट केयर Don't Care है और इसमें शामिल है और हम देखते हैं कि S की वैल्यू 1 कांस्टेंट है तो यहां क्या होगा S एक प्रोडक्ट टर्म के रूप में आएगा जिसका मतलब है कि कोई अन्य टर्म नहीं है जो इसके साथ एंड हो रही है और यह 1 कवर नहीं हो रहा है यह 1 पहले से ही कवर किया गया है लेकिन साथ में आप एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं दो का ग्रुप जिसमें हम देख सकते हैं कि आर यहाँ 0 है आर यहाँ 0 है तो जो वेरिएबल यहां वह आर बार वन टर्म वन लिट्रल आ रहा है और दूसरा क्यूएन क्यूएन की वैल्यू 1 कांस्टेंट है इसलिए क्यूएन यहाँ आ रहा है तो फिर हम इसे जमा करते हैं और हम Qn प्लस 1 Qn1 को S प्लस R बार Qn SQn के रूप में दर्शाते हैं तो यह SR फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो अब हम J K फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम ट्रुथ टेबल से शुरू करेंगे तो यह ट्रुथ टेबल J K और Qn की वर्तमान वैल्यू के साथ हैं जिसके आधार पर भविष्य की वैल्यू अगले क्लॉक ट्रिगर पर आएगी और जब हम फिर से उसी तरह J K और Qn के फ़ंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं इसलिए हम पहले करनौह मैप आधारित रिप्रजेंटेशन चाहते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे एक मिनीमाइजड रिप्रजेंटेशन प्राप्त कर सकते हैं तो SR फ्लिप फ्लॉप और J K फ्लिप फ्लॉप कि ट्रुथ टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे अलग है तो यहाँ तक यह 0 0 इनपुट 0 1 इनपुट और 1 0 इनपुट तक वे समान हैं तो 0 0 Qn 0 0 1 Qn 0 1 0 Qn 1 तो केवल 1 और 1 वह स्थान है जहाँ यह भिन्न होता है इसलिए जब 1 1 को इनपुट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में इसे अनुमति नहीं दी जाती है जे के फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट अगला स्टेट टॉगल होता है इसका मतलब है जब भी पहले की स्थिति 0 है यह 1 हो जाता है और अगर यह 1 था तो यह 0 हो जाता है इसलिए यहां आपने यह कॉम्पैक्ट रिप्रजेंटेशन में देखा है तो मिनीमाइजड रिप्रजेंटेशन प्राप्त करने के लिए करनौह मैप में 0 0 0 1 और 1 0 में वही प्रविष्टि होगी जो SR फ्लिप फ्लॉप में है और इसे हम सीधे ट्रुथ टेबल से भी प्राप्त कर सकते हैं 1 1 के लिए अब हमें एक अलग एंट्री Entry प्रविष्टि मिली है पहले इसकी अनुमति नहीं थी तो हमने यहाँ डोंट केयर Don't Care रखा था यदि यह 0 है तो यह 1 है तो अगली वैल्यू 1 होगी और यदि यह 1 है तो अगली वैल्यू 0 होगी तो इसके साथ हम कैसे मिनीमाइजड रिप्रजेंटेशन प्राप्त कर सकते हैं इसकी कोशिश करेंगे हम जानते हैं की SOP रिप्रजेंटेशन के लिए हमें बड़े ग्रुप Group समूह बना के सभी 1s को कवर करना होगा तो यह एक ग्रुप है जो इन दो 1s को कवर कर रहा है और यह दूसरा ग्रुप जो इन दो 1s को कवर कर रहा है और हम यहां देख रहे हैं कि Qn कांस्टेंट 0 है और J कांस्टेंट 1 है इसलिए J Qn बार एक प्रोडक्ट टर्म होगा जो आ रहा है और जो इस ग्रुप का रिप्रजेंटेशन करेगा और इस ग्रुप का रिप्रजेंटेशन उसी तरह से किया जाएगा जैसा हमने पिछले मामले में देखा था इसलिए यह K 0 के साथ 0 है तो K बार और Qn के साथ 1 है तो Qn रहेगा इसलिए तब आप ये दो प्रोडक्ट टर्म प्राप्त करते हैं तो जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन दो प्रोडक्ट टर्म को मिला कर प्राप्त करते हैं डी या डिले फ्लिप फ्लॉप में चाहे पिछली स्टेट कुछ भी हो यह इनपुट 0 है अगला स्टेट 0 होगा और अगर यहाँ 1 प्रस्तुत किया गया है तो आउटपुट 1 हो जाएगा चाहे पिछली स्टेट कुछ भी हो अगला स्टेट 1 ही होगा तो हमारे पास दो वेरिएबल है इसलिए जब हम इस करनौह मैप को बनाते हैं तो इसमें ऐसी चार प्रविष्टियों की आवश्यकता होगी तो D 0 के बराबर है यह Qn1 0 है चाहे Qn 0 हो या 1 और 1 और D 1 के बराबर है यह Qn1 1 है और चाहे Qn 0 हो या 1 तो इस मामले में हमारे पास केवल एक प्रोडक्ट टर्म है क्योंकि केवल एक ग्रुप दोनों 1 को कवर करने के लिए पर्याप्त है और जिसके लिए D की वैल्यू 1 है तो क्यूएन प्लस 1 Qn1 बस डी इसलिए डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यह है तो यहाँ हम एक और फ्लिप फ्लॉप का परिचय देते हैं जिसे हम T फ्लिप फ्लॉप या टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं तो यदि हम यह कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि मूल रूप से T फ्लिप फ्लॉप के लॉजिक सर्किट का आंतरिक सर्किट क्या होगा तो हम देखें कि JK फ्लिप फ्लॉप कैसे बना था और फिर अगर हम J और K दोनों इनपुटों को एक साथ जोड़ते हैं और आप याद करें तो एसआर और डी के बीच में हमारे पास एक इन्वर्टर था यहाँ कोई इन्वर्टर नहीं है एसआर से डी हमने एस को डी के रूप में रखा था और फिर डी इन्वर्ट करके आर बनाया था तो वहाँ एक नॉट गेट था यहाँ ऐसा कोई नॉट गेट नहीं है यह सीधे जुड़ा हुआ है इसलिए यह केवल एक इनपुट फ्लिप फ्लॉप बन जाता है तो उन सभी चीजों को अंदर कर दिया जाता है लॉजिक सर्किट के अंदर एक ग्रुप में जहां सभी एलिमेंट्स होते हैं तब जो हमें मिलता है वह एक इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप है बेशक यह पॉजिटिव क्लॉक ट्रिगर्ड है और क्यू और क्यू बार बाहर है यही कारण है कि यहाँ बबल है अगर यह अंदर होता तो बबल नहीं डालना है यह कन्वेंशन है मेरा मतलब है कि यह क्यू और क्यू बार अगर अंदर है तो बबल नहीं लगाते हैं हमने इस पर पहले चर्चा की है तो यह आपका T फ्लिप फ्लॉप है तो इस T फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होगा तो यदि यह 0 इनपुट है तो यह J और K दोनों 0 0 की तरह है इसलिए पिछली स्थिति बरक़रार रहेगी इसलिए यदि यह 0 है तो यह 0 है यह 1 है और यदि 1 प्रस्तुत किया गया है तो यह जे के फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट 1 जैसा है क्योंकि टी 1 के बराबर है इसलिए आउटपुट टॉगल हो जाएगा अगली स्टेट पिछली स्टेट के उल्टा होगी तो 0 1 हो जाता है 1 0 हो जाता है इसलिए यदि आप इसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो मिनीमाइजड रिप्रजेंटेशन के लिए हम टी 0 के लिए देख सकते हैं की पिछली वैल्यू को बरकरार रखा गया है तो 0 0 है 1 1 है और T 1 के बराबर है तो यह सिर्फ टॉगल करता है इसलिए 0 1 हो जाता है और 1 0 हो जाता है तो अब जो हम देखते हैं कि 1 का बड़ा ग्रुप संभव नहीं है केवल एक 1 का ही ग्रुप हैं इसलिए यह एक ग्रुप है और अन्य एक ग्रुप यहाँ है तो यह T है यह T और Qn बार है और यह दूसरा है T बार है यह 0 और Qn है इसलिए यह T फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसलिए हम बाद में इन सभी चीजों का उपयोग करेंगे बाद की कक्षाओं में हम देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाए अगला एक और रिप्रजेंटेशन एक्साइटेशन टेबल Excitation Table उत्तेजना तालिका के माध्यम से है यह दिलचस्प है जबकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक टेबल या ट्रुथ टेबल सर्किट का एनालिसिस यानि विश्लेषण करने के लिए उपयोगी होते हैं और एक्साइटेशन टेबल और जो बाद में देखेंगे लेकिन हम उस पर भी चर्चा करेंगे यह उपयोगी है जो सिंथेसिस Synthesis संश्लेषण मतलब सर्किट के डिज़ाइन के लिए उपयोगी है इसलिए उन सभी उदाहरणों को हम भविष्य की कक्षाओं में देखेंगे इसलिए अभी हम विभिन्न फ्लिप फ्लॉप का रिप्रजेंटेशन अलग अलग माध्यम से विभिन्न रूपों में करना सीख रहे हैं तो एक्साइटेशन टेबल हमें क्या बताती है तो एक्साइटेशन फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर किस तरह की एक्साइटेशन मौजूद होनी चाहिए तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए फ्लिप फ्लॉप का इनपुट एस और आर है उसके अलावा एक क्लॉक है क्लॉक ट्रिग्गरिंग के लिए है और जो इनपुट एस और आर में प्रस्तुत किए गए हैं तो आउटपुट बदलता है अगला स्टेट बदलता है और निश्चित रूप से उसमे पिछली स्टेट फीडबैक वगैरह वगैरह का संदर्भ होगा जो एक और हिस्सा है इस चर्चा का एक्सटर्नल External बाहरी एक्साइटेशन एक्सटर्नल External बाहरी इनपुट जो ट्रिगर करने के लिए है फ्लिप फ्लॉप में बदलाव करने के लिए आवश्यक है जिसे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए उस संदर्भ में एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए हम एक्साइटेशन की तलाश कर रहे हैं जब हम देखते हैं कि पिछली स्थिति 0 थी और अगला स्टेट भी 0 है तो पिछली स्थिति 0 थी और अगला स्टेट भी 0 है यदि हम देखते हैं तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि S और R में क्या इनपुट था हम इसे ट्रुथ टेबल से समझ सकते हैं यदि पिछली वैल्यू 0 थी और अगली वैल्यू भी 0 है तो इसका मतलब है एक मामले में हम यह देख सकते हैं कि पिछली स्थिति बरक़रार रखी गयी है वह 0 0 है तो पिछली वैल्यू बरक़रार रहेगी तो हम 0 के बारे में बात कर रहे हैं पिछली वैल्यू 0 थी और अगली वैल्यू भी 0 है इसलिए यह तब होगा जब पिछला जब इनपुट 0 0 है तो यह संभव है और यदि इनपुट 0 0 के बजाय यदि इनपुट 0 1 था तो भी अगला स्टेट 0 होगा कृपया इस भाग को ठीक से समझें तो यदि हम SR फ्लिप फ्लॉप के अधिक विस्तृत ट्रुथ टेबल को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह 0 1 है और पिछली वैल्यू 0 है तो अगली वैल्यू 0 है और यह 0 0 और पिछली वैल्यू 0 है तो भी अगली वैल्यू 0 है इसलिए दोनों मामलों में यह सही हो रहा है तो यदि यह देखा जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि एसआर में 0 0 या 0 1 में से एक प्रस्तुत किया गया था तो यह 0 से 0 में बदल गया है और हम इसे और अधिक कॉम्पैक्ट रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं हम इसे 0 क्रॉस cross X के रूप में लिख सकते हैं क्रॉस का मतलब डोंट केयर Don't Care है तो इसका मतलब है S को 0 होना चाहिए और R 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है यदि पिछली वैल्यू 0 थी तो निश्चित रूप से अगली वैल्यू 0 होगी यही वह है जो एक्साइटेशन टेबल में लिखा है तो 0 से 0 आप देख सकते हैं कि इनपुट 0 0 या 0 1 होना आवश्यक है अधिक कॉम्पैक्ट रूप में 0 क्रॉस है अब इस इस ट्रांजीशन की अलग अलग संभावनाएं क्या हैं क्योंकि यह 1 बिट की तरह की चीज है फ्लिप फ्लॉप में केवल 1 बिट जानकारी होती है तो 0 से 0 एक संभावना है जिसे हमने पहले पता लगाया था तो इसके अलावा 0 से 1 1 से 0 और 1 से 1 है तो इस तरह के प्रत्येक मामले में हम यह पता लगा सकते हैं कि अगर ऐसा ट्रांजीशन होता है तो SR इनपुट पर क्या एक्साइटेशन होगी तो 0 से 1 के लिए तो पिछली वैल्यू 0 थी अगली वैल्यू 1 है तो आप ट्रुथ टेबल से समझ सकते हैं कि इनपुट 1 और 0 होना चाहिए यह सेट हो रहा है 0 0 नहीं हो सकता यह मदद नहीं करेगा क्योंकि पिछली वैल्यू को बरक़रार रखा जाएगा तो यदि आप 0 0 लगाते हैं तो 0 केवल 0 ही रहेगा इसलिए केवल एक ही विकल्प बचा है आपको 1 और 0 रखना है 1 से 0 के लिए 0 और 1 और 1 से 1 के लिए आपके पास 0 0 हो सकता है यह 1 से 1 है यदि आपके पास 0 0 है तो पिछली वैल्यू को बरक़रार रखा जाएगा और यदि हमारे पास 1 0 है तो यह भी सुनिश्चित करेगा कि अगली वैल्यू 1 है तो दोनों ही इनपुट स्थितियों में यदि पिछली वैल्यू 1 है तो यह सुनिश्चित करेगा की अगली वैल्यू 1 हो इसलिए यह है कि R को 0 होना चाहिए और S 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है इसलिए यह वह है जहां हम कहते हैं क्रॉस 0 इसलिए SR फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल अब कुछ इस तरह दिखती है इसलिए यह ट्रुथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करना है जिसका मतलब है कि अगर सर्किट का स्टेट बदलना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और फ्लिप फ्लॉप स्टेट के द्वारा दर्शाया जाता है तो बदलाव करने के लिए इनपुट पर क्या मौजूद होना चाहिए तो यह इसे उलटे तरीके से देखना है कैरेक्टरिस्टिक टेबल या ट्रुथ टेबल यदि यह इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा क्या परिवर्तन होगा और एक्साइटेशन टेबल यदि यह परिवर्तन होता है तो इनपुट क्या होना चाहिए इस प्रकार यह दो रिप्रजेंटेशन एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो यह SR फ्लिप फ्लॉप के लिए था हम देख सकते हैं कि यह अन्य फ्लिप फ्लॉप के लिए कैसा होगा तो JK फ्लिप फ्लॉप के लिए JK फ्लिप फ्लॉप के लिए फिर से यह ट्रांजीशन सभी चार ट्रांजीशन को देखना होगा तो 0 से 0 से शुरू करते हैं यदि इनपुट 0 0 है तो पिछला स्टेट बरक़रार रहेगा और 0 1 है तो अगला स्टेट 0 होगा तो यह 0 क्रॉस है और 1 1 भी पिछले मामले की तरह ही है तो 0 0 और 1 0 दोनों मामले में यदि पिछला स्टेट 1 था तो अगला स्टेट 1 बन जाता है तो यह दो हम हम SR फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल से देख सकते हैं अब अन्य दो मामलों की बात करते हैं तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में 0 से 1 0 से 1 के लिए केवल यह 1 और 0 था लेकिन 1 1 इनपुट के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप में हम आउटपुट टॉगल करते हैं तोजब इनपुट 1 1 है और यदि पिछली वैल्यू 0 थी तो उस स्थिति के लिए भी अगली वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 0 के साथ साथ 1 1 क्यों 1 1 क्योंकि स्टेट टॉगल होता है और 0 1 हो जाता है और क्यों 1 0 क्योंकि इस तरह से चीजें सेट हो जाती हैं जिसका मतलब है एसआर फ्लिप फ्लॉप सेटिंग के समान सेट करना इसलिए इन दो मामलों यदि वह जेके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर है तो हम देख सकते हैं कि 0 से 1 ट्रांजीशन संभव है इसलिए हम इसे 1 क्रॉस के रूप में रख सकते हैं जैसा हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप ट्रूथ टेबल एक्साइटेशन टेबल के लिए किया था इसी तरह 1 से 0 ट्रांजीशन के लिए पहले यह केवल 0 1 था अब 1 1 भी संभव है क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल के इस भाग में टॉगल है इसलिए यह 1 हो जाता है तो यह ऐसे भिन्न होता है और इसका और अन्य चीज़ों का क्या महत्व है अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप या जेके फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके एक सर्किट बनाना चाहते हैं तो ये चीजें कैसे आएंगी यह हम भविष्य की कक्षाओं में देखेंगे अब डी फ्लिप फ्लॉप के लिए यह अपेक्षाकृत आसान है हम जानते हैं कि यदि अगला स्टेट 0 है तो इनपुट को 0 करने की आवश्यकता है यदि अगला स्टेट 0 से 0 का मामला है एक इनपुट को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है 1 से 0 के लिए अगली स्टेट 0 है तो इनपुट को 0 करने की आवश्यकता है 1 से 1 के लिए फिर से इनपुट 1 की आवश्यकता है इसलिए यह डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल है और टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के लिए तो हम 0 से 0 से शुरू करते हैं इसमें पिछली स्थिति को बरकरार रखा गया है इसलिए यह 0 है 0 से 1 टॉगल है तो इनपुट 1 होने की आवश्यकता है 1 से 0 फिर से टॉगल इसलिए इनपुट 1 की आवश्यकता है 1 और 1 से 1 पिछले स्टेट को बनाए रखा जाता है इसलिए इनपुट 0 होना चाहिए तो यह है एक्साइटेशन टेबल तो एक्साइटेशन टेबल के माध्यम से हम अलग फ्लिप फ्लॉप को रिप्रजेंट कर सकते हैं अब एक्साइटेशन टेबल जो कुछ भी हमने वहां देखा हम उसे स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम के रूप में बना सकते हैं फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है यह देखने का एक और तरीका है इसलिए किसी विशेष फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें एक जिसका मतलब है दो स्टेट मिलते हैं क्योंकि यह 1 बिट जानकारी संग्रहीत स्टोर करता है एक स्टेट जब यह आउटपुट 1 है और दूसरा स्टेट तब होता है जब आउटपुट 0 होता है ट्रांजीशन का मतलब है कि जब इनपुट पर एक्साइटेशन आता है तो इसका मतलब है यह अब एक ट्रांजीशन कर सकता है तो क्या यह अगले स्टेट में 1 के रूप में एक ट्रांजीशन देगा या यह उसी 0 स्टेट में रहेगा जो वर्तमान स्टेट है तो यह चित्र के माध्यम से स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम के रूप में समझाया गया है अगर हम SR फ्लिप फ्लॉप स्टेट ट्रांजीशनट डायग्राम को देखते हैं तो यह pne स्टेट है जिसकी वैल्यू 0 है और यह एक अन्य स्टेट वर्तमान स्टेट है जिसे 1 द्वारा वर्णित किया गया है अब जब यह स्टेट 0 पर है और इसे इनपुट 0 0 प्राप्त होता है तो क्या होगा यह उसी अवस्था में रहेगा इसलिए इस लाइन के माध्यम से यह दिखाया गया है और यह तीर का निशान वहां दिखाई देगा जहां यह है और अगर यह स्टेट 0 पर है और अगर इसे 0 1 प्राप्त होता है अगर यह 0 1 प्राप्त करता है तो क्या होगा यह 0 पर ही रहेगा तो यह 0 पर रहेगा 0 0 और 0 1 मामलों के लिए तो हम एक्साइटेशन टेबल और ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हैं एक उलटे तरीके से हम इसे समझ सकते हैं अब यह 0 पर है और हमने 0 0 और 0 1 देखा है यदि इसे 1 0 प्राप्त होता है तो क्या होगा यह सेट हो जाएगा यह आउटपुट बन जाएगा अगला स्टेट 1 बन जाएगा फ्लिप फ्लॉप का स्टेट 1 हो जाएगा तो यह 1 पर चला जाएगा जो यहां इस तीर के माध्यम से दिखाया गया है यह 0 से 1 हो रहा है और जब इनपुट 1 0 है अब यह स्टेट 1 पर है स्टेट 1 पर है और आपको यह पता चल रहा है की 1 1 के अलावा जो कुछ भी अनुमति दी गई है वह सब कुछ 0 0 0 1 और 1 0 की अनुमति है इसलिए ये तीन चीजें हैं जो SR फ्लिप फ्लॉप के लिए अनुमति हैं तो अगर इसे 1 0 प्राप्त होता है तो यह 1 पर ही रहेगा और यदि इसे 0 1 प्राप्त होता है तो यह वापस स्टेट 0 पर जाता है यह स्टेट 0 में जाता है तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जो बाईस्टेबल सर्किट है इसके प्रत्येक स्टेबल स्टेट के लिए हम स्वीकार्य इनपुट के लिए यह पता लगा सकते हैं कि अगला स्टेट क्या होगा और हम इसे स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम के माध्यम से चित्रित कर सकते हैं जैसा कि आपने यहाँ देखा है तो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए फिर से वर्तमान स्थिति 0 है अगर यह 0 और 1 प्राप्त करता है तो यह इसी स्टेट में रहेगा अगर यह 1 0 प्राप्त करता है तो यह वहां जाएगा अगर यह 1 1 प्राप्त करता है यहाँ अब 1 1 भी संभव है तो भी यह 1 हो जाएगा 1 पर अगर यह 0 0 प्राप्त करता है तो यह यहाँ रहेगा 1 0 यहाँ रहेगा और यदि इसे 0 1 प्राप्त होता है तो यह 0 पर जाएगा और 1 1 पर यह टॉगल करेगा यह 0 पर जाएगा D फ्लिप फ्लॉप के लिए स्टेबल स्टेट 0 में अगर यह 0 प्राप्त करता है तो यह यहाँ रहेगा यदि यह 1 प्राप्त करता है तो यह 1 पर जाएगा यदि यह 1 पर है तो यदि 1 प्राप्त होता है तो यह वहीं रहेगा यदि यह 0 प्राप्त होता है तो यह 0 पर जाएगा और टॉगल फ्लिप फ्लॉप के लिए यदि यह 0 प्राप्त करता है तो यह 0 पर रहेगा और यदि यह 1 प्राप्त करता है तो यह टॉगल करेगा यह 1 पर जाएगा और यदि 1 पर अगर इसे 0 प्राप्त होता है तो यह 1 पर रहेगा और यदि इसे 1 प्राप्त होता है तो यह टॉगल करेगा और 0 पर जाएगा यह दूसरा तरीका है रिप्रजेंटेशन का दूसरा रूप एक और रिप्रजेंटेशन टाइमिंग डायग्राम के माध्यम से है इन सभी मामलों में डिले और अन्य चीजें हालांकि यह छोटा हो सकता है दिखाई नहीं देता है यह सब रिप्रजेंटेशन जो हमने अब तक चर्चा की है इसलिए यदि हम फ्लिप फ्लॉप का रिप्रजेंटेशन करते हैं तो इनपुट के एक विशेष सेट के लिए जो ट्रांजीशन हो रहे हैं और इनपुट के सभी एक्साइटेशन सेट के लिए हम इसे टाइमिंग डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे एक फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वर्तमान इनपुट और वर्तमान स्टेट पर विचार करके अगले स्टेट का एक मिनीमाइजड रिप्रजेंटेशन है एक्साइटेशन टेबल एक टेबल के रूप में दिखाती है कि फ्लिप फ्लॉप को एक विशेष स्टेट से दूसरे स्टेट में स्थानांतरित करने के लिए इनपुट के रूप में क्या आवश्यक है एक्साइटेशन टेबल में डोंट केयर Don't Care दिखाता है कि ट्रांजीशन हो कर रहेगा चाहे वेरिएबल 0 हो या 1 और एक विशिष्ट इनपुट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप के स्टेट में परिवर्तन को स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम द्वारा दर्शाया जा सकता है यदि आप एक सचित्र वर्णन की तलाश में हैं धन्यवाद